अभी तक पिछले व्याख्यानों में हम नेटवर्क के बारे में बात करते थे जो आमतौर पर जमीन पर काम करने वाले हैं लेकिन उड़ने वाली वस्तुओं से नेटवर्क का बनना भी संभव है इसलिए हमारे पास उड़ने वाले नेटवर्क हैं तो ये उड़ने वाली वस्तुएं अलग अलग चीजें हो सकती हैं जैसे ये हवाई जहाज हेलीकॉप्टर हो सकते हैं आप कई हेलीकॉप्टर जानते हैं इंटर नेटवर्क एक साथ या कुछ छोटे छोटे विमान जो एक साथ इंटर नेटवर्क हो सकते हैं या आजकल हमारे पास ये यूएवी या ड्रोन अधिक लोकप्रिय क्वाड कॉप्टर हैं ये क्वाड कॉप्टर इन उड़ने वाली वस्तुओं के रूप में कार्य कर सकते हैं और अगर हमारे पास कई ऐसे क्वाड कॉप्टर हैं जो एक साथ उड़ान भरते हैं तो हम उन्हें इंटर नेटवर्क कर सकते हैं हम उन्हें एक साथ नेटवर्क कर सकते हैं ताकि वे आपस में बातचीत कर सकें और वे कुछ विशेष कार्य पूरा कर सकें और यह विशेष रूप से यह विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए बहुत अधिक आकर्षक है नागरिक अनुप्रयोगों और विशेष रूप से सैन्य अनुप्रयोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए यूएवी का एक रूप है यूएवी का एक नेटवर्क जा सकता है और शायद सीमा पार कुछ काम पूरा कर सकता है एक सर्वेक्षण को पहचानते हुए 2 देशों के बीच 2 देशों का सीमांकन ठीक है तो सीमाओं में यूएवी का झुंड जा सकता है और इसका सर्वेक्षण किया जा सकता है इसी प्रकार यदि किसी प्रकार की विपदा आती है आपदा के बाद आप स्थिति का जायजा लेना जानते हैं कि यूएवी का एक झुंड अपने कैमरे के माध्यम से या जो कुछ भी हो और वापस आ सकता है इसलिए उन्हें एक दूसरे से बात करनी होगी और फिर महसूस किये हुए को भेजना होगा महसूस किये हुए या आप जानते हैं एकत्र जानकारी को भूतल स्टेशन पर यह जो कुछ का उपयोग करके जाता है यूएवी नेटवर्क के रूप में जाना जाता है तो सादे और बुनियादी शब्दों में यूएवी नेटवर्क यूएवी का एक नेटवर्क है इसलिए उदाहरण के लिए क्वाड कॉप्टर या ड्रोन यूएवी नेटवर्क बनाने के लिए अधिकतर एक साथ इंटरनेटवर्क हो सकते हैं इसलिए यूएवी नेटवर्क की अलग अलग विशेषताएं हैं तो पहली चीज टोपोलॉजी है तो हम एक ऐसे नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं जो अत्यधिक गतिशील है तेजी से बहुत तेजी से बदल रहा है इसकी तुलना में आप जानते हैं स्थलीय नेटवर्क को स्थलीय या भूतल नेटवर्क की तुलना में क्योंकि ये उड़ने वाली वस्तुएं हैं और ये बहुत तेज गति से उड़ती हैं टोपोलॉजी खुद ही बहुत तेजी से बदल रही होगी और नेटवर्क खुद एक साथ आगे बढ़ेगा और परिणामस्वरूप टोपोलॉजी में गतिशील गतिशीलता बहुत अधिक होने जा रही है तो यूएवी नेटवर्क को आकार देने के लिए उपयोग किए जाने वाले लोकप्रिय टोपोलॉजी के 2 प्रकार हैं एक को स्टार टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टार टोपोलॉजी का अर्थ क्या है और फिर हमारे पास एक मेष टोपोलॉजी हो सकती है जो इस अर्थ में आकर्षक है कि आप जानते हैं कि मेष मूल रूप से किसी भी नेटवर्क के लिए जाल प्रकार की टोपोलॉजी विश्वसनीयता और गलती की सहनशीलता सुनिश्चित करती है तो मेष नेटवर्क बहुत ही आकर्षक हैं और लेकिन एक ही समय में स्टार टोपोलॉजी अधिक सामान्य है और आसानी से परिनियोजन योग्य है फिर दूसरी विशेषता लचीला परिनियोजन और एसडीएन का उपयोग करके नई सेवाओं का प्रबंधन है इसलिए आजकल लोग यूएवी नेटवर्क का प्रबंधन करने के लिए एसडीएन का उपयोग करने के बारे में बात कर रहे हैं लचीले ढंग से परिनियोजन और विभिन्न सेवाओं के प्रबंधन के लिए रूटिंग प्रोटोकॉल अनुकूलनीय प्रकृति का होना चाहिए नेटवर्क को हरा भरा करने में योगदान देना चाहिए और बहुकार्यण बहुकार्यण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है तो इन नोड को आप जानते हैं इसलिए ये उड़ते हुए नोड्स उदाहरण के लिए क्वाड कॉप्टर एक यूएवी नेटवर्क में वे अलग अलग चीजों को एक साथ कर सकते हैं उन्हें अलग अलग चीजों को एक साथ करना होगा और यह एक यूएवी नेटवर्क की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है फिर यूएवी नेटवर्क की एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आप समाविष्ट कर सकते हैं आप एक बड़े क्षेत्र पर संयोजकता की पेशकश कर सकते हैं तो आपके पास संयोजकता का बड़ा क्षेत्र या हो सकता है यूएवी नेटवर्क की मदद से संवेदन क्षेत्र का भी विस्तार किया जा सकता है क्योंकि ये तेजी से उड़ने वाले नेटवर्क हैं जिनमें विभिन्न उड़ते हुए नोड शामिल हैं इसलिए यह आसानी से अलग अलग कार्यों के लिए पुन समनुरूप हो सकता है इसलिए कार्य के आधार पर ये नेटवर्क आपको अलग अलग तरीकों से प्रोग्राम या पूर्वनिर्धारित या पुन समनुरूप या पूर्व समनुरूप किया जा सकता है इसलिए यहां प्रमुख मुद्दे यह है कि हम एक अलग प्रकार के नेटवर्क से निपट रहे हैं जहां टोपोलॉजी अक्सर बदलने वाली है बहुत बार बदलती है तब यूएवी की सापेक्ष स्थिति भी अक्सर बदल सकती है क्योंकि एक समूह के भीतर ये नोड बहुत तेजी से अपनी स्थिति बदलने जा रहे हैं इसलिए हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जहां न केवल नेटवर्क बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है बल्कि में ये नोड भी उस विशेष नेटवर्क में वे अपनी स्थिति को बहुत तेजी से बदल सकते हैं फिर तीसरी विशेषता कुसंक्रिया है यदि नेटवर्क में कुछ खराबी हैनेटवर्क में कुछ खराबी है तो शायद एक विशेष नोड जिसे आप जानते हैं अगर हार्डवेयर विफल हो गया है और यह आगे नहीं उड़ता है फिर इन नेटवर्क को इस तरह से विकसित किया जाता है कि वे अभी भी कार्य करना जारी रख सकते हैं वे अभी भी खराबी की उपस्थिति में जारी रख सकते हैं वे नेटवर्क में सुधार करेंगे टोपोलॉजी में सुधार होने जा रहा है टोपोलॉजी बदलने जा रहा है और वे कार्य करने जा रहे हैं और अगले एक अनिरन्तर कड़ी स्वभाव है इसका मतलब यह है कि क्योंकि यह टोपोलॉजी बदल रही है क्योंकि आंतरिक नोड की स्थिति समय के साथ गतिशील रूप से बदलने जा रही है लिंक भी आप जानते हैं कि परिवर्तित होने जा रहे हैं इसलिए वे 2 नोड एक ही समय में लिंक किए जा सकते हैं फिर इनमें से एक नोड के साथ एक और लिंक एक दूसरे में एक ही समय में स्थापित किया जा सकता है और इसी तरह इसलिए आंतरायिक संपर्क संयोजकता आंतरायिक संयोजकता कभी कभी ये लिंक आपको पता हो सकते हैं कि ये नोड्स किसी विशेष लिंक पर संवाद करने में सक्षम हो सकते हैं कुछ अन्य उदाहरणों में वे लिंक पर संवाद करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और इत्यादि तो आंतरायिक संपर्क संयोजकता और उपयुक्त रूटिंग एल्गोरिदम की कमी एक और विशेषता है तो मूल रूप से आप जानते हैं कि क्या होता है क्योंकि यह एक अत्यधिक गतिशील भिन्न प्रकार का नेटवर्क है जो AODV DSR वगैरह जैसे एल्गोरिदम को रूट करता है जो भूतल एड हॉक नेटवर्क या भूतल स्थलीय संवेदी नेटवर्क के लिए उपलब्ध हैं इस तरह से अधिक उपयोग करने योग्य नहीं हैं जो कि अत्यधिक गतिशील नेटवर्क हैं यहां तक कि गतिशील एड हॉक नेटवर्क की तुलना में अत्यधिक गतिशील हैं यहां यूएवी नेटवर्क के कुछ विचार दिए गए हैं हमारे पास एक एकल यूएवी प्रणाली है और हमारे पास एक बहु यूएवी प्रणाली है एकल यूएवी प्रणाली की विफलता की उच्च संभावना है बहु यूएवी प्रणाली में विफलता की संभावना कम है पूरे के रूप में प्रणाली की विफलता पूरे के रूप में प्रणाली की विफलता के बारे में बात करते हुए और यह काफी स्पष्ट है स्केलेबिलिटी एकल यूएवी प्रणाली में सीमित है एक बहु यूएवी प्रणाली में तुम्हें पता है यह अत्यंत स्केलेबल है क्योंकि यदि आप यदि आप कुछ नोड बढ़ाते हैं तो आप नोड को जानते हैं कि मूल रूप से नेटवर्क को और विस्तारित किया जा सकता है फिर हमारे पास कार्य की गति है एक एकल यूएवी प्रणाली में गति धीमी है लेकिन एक बहु यूएवी प्रणाली में कार्य की गति तेज है एकल यूएवी प्रणाली में उत्तरजीविता खराब है एक बहु यूएवी प्रणाली में उत्तरजीविता अधिक है एक एकल यूएवी प्रणाली में लागत मध्यम लागत है क्योंकि आप एक यूएवी के साथ काम कर रहे हैं और एक बहु यूएवी प्रणाली में लागत मध्यम है क्योंकि आप के साथ काम कर रहे हैं क्षमा करें लागत अधिक है क्योंकि आप एक से अधिक यूएवी के साथ काम कर रहे हैं बैंडविड्थ की आवश्यकता के संदर्भ में बैंडविड्थ की आवश्यकता यहाँ पर उच्च यह है जबकिजब एक बहु यूएवी प्रणाली बैंडविड्थ आवश्यकता मध्यम है एंटेना के मामले में यहां के एंटेना सर्व दिशात्मक हैं जबकि बहु यूएवी प्रणाली में एंटेना दिशात्मक हैं नियंत्रण की जटिलता के संदर्भ में यह एक में मंद एकल यूएवी प्रणाली है लेकिन बहु यूएवी प्रणाली में उच्च है एकल यूएवी प्रणाली में मंद समन्वय करने में विफलता और बहु यूएवी प्रणाली में यह मौजूद है इसलिए इन यूएवी नेटवर्क पर अलग अलग अड़चनें हैं हमारे पास गतिशीलता की उच्च अवस्था के कारण अक्सर लिंक के टूटने की संभावना है जो मैंने अभी उल्लेख किया है ये नेटवर्क एक या अधिक नोड के विफल होने के कारण खराब हो जाते हैं और इन उड़ते हुए नेटवर्क में यह काफी संभव है फिर हमारे पास बिजली की की बहुत ज्यादा आवश्यकताएं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि ये नोड्स ऐसे हैं जैसे आप उच्च शक्ति को जानते हैं आप जानते हैं कि इन नोड्स को उन्हें उड़ना है और उन्हें फिर से कुछ पेलोड ले जाना होगा और फिर उन्हें संचार करना होगा तो ये सभी मूल रूप से प्रति नोड बिजली की आवश्यकता को बढ़ाते हैं ये नेटवर्क जो बनते हैं वे काफी जटिल होते हैं काफी जटिल नेटवर्क क्योंकि इन सभी इन सभी गतिशीलता और टोपोलॉजी में परिवर्तन स्थापन के ढंग संपर्क भंग और निर्माण इत्यादि को बदलने की जटिलता के कारण होती है फिर भौतिक रूप से ये नोड भौतिक रूप से विंस बारिश वगैरह के सन्दर्भ में पर्यावरणीय प्रभावों से ग्रस्त हैं क्योंकि वे इस तरह के वातावरण में काम करते हैं जहां वे हैं वे पर्यावरणीय प्रभाव के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं यूएवी नेटवर्क के लाभों में उच्च विश्वसनीयता शामिल है क्योंकि आप जानते हैं बजाय एक एकल यूएवी के अगर हम कई यूएवी के बारे में बात कर रहे हैं जो उस में सुधार करते हैं जो प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार करता है उच्च उत्तरजीविता एक और महत्वपूर्ण विशेषता है एकल खराबी साक्ष्य यदि आप जानते हैं यदि एकल नोड खराबी जो आप जानते हैं कि जहां यूएवी नेटवर्क प्रभावित नहीं होने जा रहा है वहां एकल यूएवी प्रणाली प्रभावित होने जा रहे हैं लागत प्रभावी आप जानते हैं वास्तव में आप जानते हैं कि आम तौर पर जो आप जानते हैं उसके विपरीत ये नेटवर्क यूएवी नेटवर्क लागत प्रभावी हैं लागत प्रभावी है क्योंकि आप जानते हैं इसलिए अनिवार्य रूप से क्या होता है मेरा मतलब है कि हालांकि शुरू में आप इन यूएवी को एक नहीं बल्कि बहुत अधिक मात्रा में खरीदते हैं परन्तु जैसा कि आप जानते हैं वे एक कार्य को एक यूएवी की तुलना में अत्यधिक कुशलता से पूरा कर सकते हैं इस प्रकार मूल रूप से लागत आप जानते हैं कि लागत के संबंध में यूएवी नेटवर्क की दक्षता में सुधार हुई है पुरे नेटवर्क की दक्षता में यूएवी नेटवर्क प्रणाली में सुधार होता है और कार्यों को गति दी जा सकती है तो यूएवी नेटवर्क में विशेष कार्य को पूरा करने के लिए लगने वाला समय तेज हो जाता है इसलिए अगर आपको याद है कि शुरू में हम यूएवी नेटवर्क के विभिन्न टोपोलॉजी के बारे में चर्चा कर रहे थे इसलिए हम स्टार टोपोलॉजी के साथ शुरुआत करेंगे तो स्टार में टोपोलॉजी के 2 प्रकार हैं एक मूल स्टार है और जहां हमारे पास यह भूतल स्टेशन है और ये अलग अलग यूएवी मूल रूप से स्टार टोपोलॉजी बनाने के लिए सीधे इस भूतल स्टेशन से जुड़े हैं फिर हमारे पास बहु स्टार टोपोलॉजी है जहां मूल रूप से आप जानते हैं कि यह विशेष इकाई दोहराई जाती है और इसलिए हमारे पास 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार और 4 स्टार 4 स्टार टोपोलॉजी हैं आप जानते हैं कि 4 स्टार सभी जुड़े हुए हैं जो आप जानते हैं 4 इनमें से 4 भूतल स्टेशन को संकेत भेजना शुरू करते हैं मेष टोपोलॉजी में एक जाल प्रकार की टोपोलॉजी का गठन किया जाता है और इस मेष में इसमें से एक नोड इस तरह से भूतल स्टेशन से जुड़ने वाला है तो हमारे पास मेष की यह इकाई है और यह दोहराया जाता है और इस तरह की संरचना इस तरह की टोपोलॉजी है जाहिर है काफी स्केलेबल इसलिए जब हम स्टार टोपोलॉजी और मेष टोपोलॉजी की तुलना करते हैं स्टार टोपोलॉजी पॉइंट टु पॉइंट संचार के लिए होती है तो मेष टोपोलॉजी में हम मल्टी पॉइंट टु मल्टी पॉइंट संचार के लिए होते हैं फिर हमारे पास एक स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय नियंत्रण पॉइंट मौजूद है जबकि यह आधारभूत संरचना आधारित है एक नियंत्रण केंद्र हो सकता है और एडहॉक का कोई नियंत्रण केंद्र नहीं है इसलिए मूल रूप से आप जानते हैं कि अगर यह आधारभूत संरचना है तो इसका एक नियंत्रण केंद्र हो सकता है जबकि यदि यह एक आधारित है तो मेष नेटवर्क में कोई नियंत्रण केंद्र नहीं है यह स्टार नेटवर्क में आधारभूत संरचना है जबकि यह मेष नेटवर्क में आधारभूत संरचना आधारित या एडहॉक है इसी तरह वास्तव में ऐसे अन्य गुण हैं जो मेष टोपोलॉजी के साथ स्टार टोपोलॉजी को अलग करते हैं मैं उनके माध्यम से आगे नहीं जा रहा हूं लेकिन आपको इस विशेष तालिका में आपको जाने के लिए दिया गया है इसलिए अनिवार्य रूप से हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह फ्लाइंग नेटवर्क की तरह है इसलिए ग्राउंड पर एडहॉक नेटवर्क को हम पहले से ही जानते हैं कि वे कैसे काम करते हैं इसलिए कोई केंद्रीकृत समन्वयक नहीं है कोई नेटवर्क प्रबंधक नहीं है वे जो नोड्स एक साथ आते हैं वे आत्म विन्यास को व्यवस्थित करते हैं और फिर काम करना शुरू करते हैं अब कल्पना कीजिए कि उस ग्राउंड एड हॉक नेटवर्क को उड़ान भरने के लिए लाया जाता है तो फिर हमारे पास एक फ्लाइंग एड हॉक नेटवर्क है और इस फ्लाइंग एड हॉक नेटवर्क को शॉर्ट रूप में फ़नेट जाना जाता है इसके विपरीत ग्राउंड आधारित एड हॉक नेटवर्क को मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है इसलिए हमारे पास यूएवी का उपयोग करके इस नेटवर्क का गठन किया गया है जो लंबी दूरी दृष्टि प्रसार की स्पष्ट रेखा और पर्यावरण लचीला संचार सुनिश्चित करता है और ये यूएवी शायद किसी विमान में हैं या अलग अलग ऊंचाई पर आयोजित किए जाते हैं जैसे कि यहां दिखाया गया है तो जैसे ये 3 यूएवी एक ही प्लेन में हैं ये 3 यूएवी दूसरे प्लेन में हैं और ये यूएवी दूसरे प्लेन हैं इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि वे 3 अलग अलग विमानों में हैं जिनमें 3 अलग अलग ऊँचाई पर हैं लेकिन एक ही विमान में ये यूएवी हैं वे उसी विमान में हैं इसलिए आत्म नियंत्रण के अलावा प्रत्येक यूएवी को टकराव से बचने के लिए फ्लाइंग एड हॉक नेटवर्क के अन्य फ्लाइंग नोड्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यदि वह जानकारी ज्ञात नहीं है तो हो सकता है तो ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि एक ही नेटवर्क के विभिन्न नोड्स के बीच शारीरिक टकराव की संभावना हो सकती है तो इस तरह का नेटवर्क टोपोलॉजी फ्लाइंग एड हॉक नेटवर्क अनुप्रयोगों के लिए लोकप्रिय है जैसे कि आपदा निगरानी पोस्ट आपदा निगरानी आपातकालीन नेटवर्क स्थापना और इसीतरह फ्लाइंग एड हॉक नेटवर्क मूल रूप से विभिन्न विमानों में संचार होता है एक अंतर विमान संचार है तो इंटर प्लेन कम्यूनिकेशन का मतलब है इसलिए जैसा कि हम इस विशेष आकृति में देख सकते हैं हमारे पास एक प्लेन है हमारे पास दूसरा प्लेन है हमारे पास तीसरा प्लेन है इंटर प्लेन कम्यूनिकेशन मूल रूप से आपको स्पष्ट पता चलता है यह ध्यान में रखता है कि एक प्लेन का यूएवी दूसरे प्लेन के यूएवी से कैसे संवाद करता है तो इंटर प्लेन कम्युनिकेशन तो हमारे पास इंट्रा प्लेन कम्युनिकेशन होता है जैसे एक ही प्लेन के भीतर ये यूएवी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ग्राउंड स्टेशन के लिए इन विमानों में से एक में UAV से ग्राउंड स्टेशन संचार ग्राउंड स्टेशन संचार है ग्राउंड सेंसर संचार इसी तरह से जमीन के साथ सेंसर संचार में होता है और फिर हमारे पास फैनेट वेनेट संचार होता है इसलिए फैनेट यह एक है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अब इन्हें जमीन पर चलने वाली वैन पर वाहनों के एडहॉक नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है तो फ्लाइंग एड हॉक नेटवर्क वाहनों के एड हॉक नेटवर्क को एक साथ जोड़ा जा सकता है जो संवाद करने में सक्षम हो इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के लिंक हैं हमारे पास यूएवी के बीच डेटा वितरण के लिए हवा से हवा में लिंक हैं फिर हमारे पास ए टु ए लिंक में जिग्बी प्रो 802154 मानक का पालन करते हुए या वाई फाई 80211 मानक का उपयोग करते हुए विषम रेडियो इंटरफेस है जमीनी नेटवर्क स्थिर सेंसर नेटवर्क या वेनेट या समोच्च स्टेशन हो सकते हैं और यूएवी डब्लूएसएन लिंक का उपयोग सहयोगी संवेदन के साथ साथ डेटा मलिंग के लिए भी किया जा सकता है यूएवी नेटवर्क की मुख्य संचार आवश्यकता सेंसर डेटा को वापस भेज रही है सहकारी प्रक्षेपवक्र प्रक्षेप योजना और गतिशील एक कार्य असाइनमेंट नियंत्रण आदेशों को धोखा दे रही है इसलिए इस विशेष आंकड़े में जैसा कि हम यहां देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग यूएवी का एक गुच्छा है शायद एक विमान में काम करना एक विमान में काम करना और फिर हमारे पास इनमें से एक नोड है जिसे गेटवे के रूप में नामित किया गया है जो समन्वयक के रूप में उसी विमान में अन्य सभी नोड्स के साथ कार्य करता है इसलिए इंटर यूएवी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र को उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जैसा कि यहां दिखाया गया है तो यह विशेष कवरेज क्षेत्र उप क्षेत्रों में विभाजित है जैसे कि यह यह यह यह और यह और उप क्षेत्रों ने सामूहिक रूप से पूरे संचार क्षेत्र को कवर किया एक उप क्षेत्र के आकार को नियंत्रित और समायोजित करने के लिए गतिशील रूप से नियंत्रित और समायोजित किया जाना है और ये समायोजन यूएवी अंतर सम्बन्ध और व्युत्पन्न मैट्रिक्स पर आधारित हैं व्युत्पन्न मैट्रिक्स को इष्टतम तक कई पुनरावृत्तियों के लिए अनुकूलित किया जाता है और तब तक इष्टतम स्थिति प्राप्त की जाती है तो आप गेटवे का चयन कैसे करते हैं गेटवे चयन एक विशेष उप क्षेत्र में सबसे स्थिर नोड के चयन से शुरू किया जाता है तो एक विशेष उप क्षेत्र में सबसे स्थिर नोड माना जाता है यह निश्चित रूप से विभाजन मापदंडों को टोपोलॉजी के अनुसार अनुकूलित किया जाता है जहां प्रत्येक यूएवी 2 हॉप्स के भीतर सभी यूएवी की जानकारी प्राप्त करता है इसलिए एडहॉक नेटवर्क और वाहनों के एडहॉक नेटवर्क को उड़ाना जैसा कि आप यहां देख सकते हैं एक लिंक है तो यह फ्लाइंग एड हॉक नेटवर्क है जिसमें एक लिंक वगैरह है और फिर हमारे पास यहाँ वेहिकुलर नेटवर्क में वी टू वी लिंक है और फिर यहां यह कनेक्टिविटी ए टू वी लिंक दिखाती है जहां यह मूल रूप हवा से वाहन के लिए लिंक है तो एक विशेष विमान में जालीदार नेटवर्क का गठन किया जा सकता है और फिर यूएवी नेटवर्क और ग्राउंड व्हीकल के बीच ग्राउंड व्हीकल और दूसरे फ्लाइंग नोड के बीच अलग अलग लिंक हो सकते हैं और इसी तरह आगे भी तो इस तरह वास्तव में विभिन्न प्रकार के संचार होने जा रहे हैं इसलिए थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए प्रक्षेपवक्र नियंत्रण कैसे समग्र थ्रूपुट को बेहतर बनाने के लिए प्रक्षेपवक्र को नियंत्रित किया जा रहा है इसलिए आम तौर पर क्या होता है यूएवी एक थ्रेसहोल्ड अनुभव स्थिति के ऊपर कतार अधिभोग के साथ होता है जिसके परिणामस्वरूप संचार में देरी होती है नियंत्रण स्टेशन यूएवी को प्रक्षेप पथ के केंद्रों को बदलने का निर्देश देता है और व्यस्त संचार लिंक पर यातायात के आधार पर कमांड दिया जाता है इसलिए जैसा कि हम यहां देख सकते हैं इस आकृति में हम देखते हैं कि यह यूएवी की तैनाती जैसा एक ग्रिड है और बफर अधिभोग या कतार अधिभोग भी इस हरे और लाल रंग के नोड्स में दिखाए जाते हैं नोड्स नहीं लेकिन ये ग्रिड हरे रंग और लाल रंग के प्रतीक हैं और फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि अगर इस नोड की तरह एक विशेष नोड यह गतिशील कर देगा यह उदाहरण के लिए 20 मीटर की दूरी पर ले जाया गया है तो हम देखते हैं कि इन चीजों को संभालना होगा इसे संभालना होगा 90 और 50 के इस बफर अधिभोग को संभालना होगा इसलिए इसके साथ हम यूएवी नेटवर्क पर व्याख्यान के अंत में आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि यूएवी नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण हैं उनके पास बहुत सारे आकर्षक अनुप्रयोग हैं विशेष रूप से दुनिया भर में सैन्य वे यूएवी और यूएवी नेटवर्क के अपने संभावित ग्राहक हैं और ये यूएवी नेटवर्क काफी लोकप्रिय हैं और इन्हें लागू करना थोड़ा मुश्किल है और इसलिए हमने इन यूएवी नेटवर्क को विकसित करने विकसित करने की मूल अवधारणाओं को समझा है और बहुत से अनुसंधान हैं जो विभिन्न अन्य पहलुओं पर यूएवी नेटवर्क पर चल रहे हैं